इस व्याख्यान में हम एग्रीगेट योजना के लिए परिवहन मॉडल देखेंगे पिछले व्याख्यान में हमने समग्र योजना के लिए रैखिक प्रोग्रामिंग सूत्रीकरण को देखा हमने 12 महीनों या 12 अवधियों के लिए डिमांड डेटा पर विचार किया लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन में बाधाओं के कई सेट थे हमारे पास बाधाओं का एक सेट था जहां हमने उत्पादन को शुरुआती इन्वेंट्री में जोड़ा और फिर हमने एंडिंग इन्वेंट्री प्राप्त करने की मांग को घटा दिया हमारे पास बाधाओं का एक और सेट था उपयोग और क्षमता के तहत नियमित समय उत्पादन से संबंधित और हमारे पास कार्यबल को शामिल करने के लिए बाधाओं का तीसरा सेट था अब हम एक परिवहन मॉडल का वर्णन करने जा रहे हैं जो लगभग सब कुछ करता है जो रैखिक प्रोग्रामिंग मॉडल करता है कुछ अंतर हैं जो हम भी देखेंगे जैसा कि हम साथ चलते हैं हम परिवहन मॉडल के उपयोग की व्याख्या करने के लिए एक बहुत छोटा उदाहरण लेते हैं और अंत में हम यह भी कोशिश करते हैं और बताते हैं कि यदि हम 12 अवधि को शामिल करते हुए एक ही उदाहरण मानते हैं तो परिवहन मॉडल कैसे व्यवहार करेगा अब उदाहरण के लिए मान लें कि हम 4 अवधियों को 12 अवधियों के विपरीत मान रहे हैं प्रत्येक अवधि कहती है कि एक महीना है और दृष्टांत के लिए हम यह मान लें कि एक नियमित समय क्षमता और ओवरटाइम क्षमता समान हैं और ज्ञात हैं तो हमारे पास नियमित समय क्षमता होगी बता दें कि यह 2000 है और ओवरटाइम क्षमता 500 के बराबर है आखिरी व्याख्यान में हमने देखा कि इन सभी को इकाइयों के बजाय मानव घंटों के रूप में निरूपित करने की प्रथा है इसलिए हर महीने हम मान लेते हैं कि 2000 की आरटी क्षमता और 500 की ओटी क्षमता है इसलिए पूरी उत्पादन अवधि में 10000 मैन घंटे की क्षमता उपलब्ध है हमारे पास 4 पीरियड हैं इसलिए आइए हम 4 डिमांड वैल्यूज की डिमांड करें मैन आवर्स के लिहाज से भी डिमांड को दर्शाया गया है तो हम कहते हैं कि मांग मान 3000 3500 1500 हैं और हमें बताएं कि यह 1500 है तो आइए अब हम इसके लिए परिवहन मैट्रिक्स को आजमाएँ और आकर्षित करें तो परिवहन मैट्रिक्स इस तरह दिखेगा अब हर महीने 2000 की आपूर्ति होती है जो नियमित समय क्षमता से आती है और 500 की आपूर्ति होती है जो ओवरटाइम क्षमता से आती है तो 4 अवधि हैं इसलिए प्रत्येक अवधि में एक नियमित समय क्षमता और एक ओवरटाइम क्षमता है जो आपूर्ति कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि पहली अवधि 2000 आरटी से आती है 500 ओवरटाइम क्षमता से आती है फिर से 2000 500 फिर से 2000500 फिर से 2000 और 500 जैसा कि मैंने इस विशेष उदाहरण में उल्लेख किया है कि हम मान रहे हैं कि सभी महीनों में नियमित समय क्षमता 2000 है और सभी महीनों में ओवरटाइम क्षमता 500 है व्यवहार में यह प्रत्येक अवधि के लिए अलग हो सकता है जैसा कि हमने सारणीबद्ध विधि में देखा था ओवरटाइम क्षमता और नियमित समय क्षमता उपलब्ध दिनों की संख्या पर निर्भर करती है और इसलिए वे अलग अलग अवधि के लिए अलग अलग हो सकते हैं अब हमें इन क्षमताओं के साथ इन 4 महीनों की मांग को पूरा करना होगा तो हम 4 मांग कॉलम को चित्रित करना शुरू करते हैं इसलिए 1 अवधि की मांग 3000 है 2 अवधि की मांग 3500 है 3 अवधि की मांग 1500 है और 4 अवधि की मांग 1500 है इसलिए 4 अवधि की मांग हैं क्रमशः 3000 3500 1500 और 1500 के रूप में लिखा गया है अब हमने परिवहन ग्राफ के लिए मूल संरचना बनाई है अब हम सभी जानते हैं कि हम हमेशा संतुलित परिवहन समस्याओं को हल करते हैं इसलिए हमें कुल आपूर्ति और कुल मांग का पता लगाना होगा कुल आपूर्ति 2500 में 4 है जो 10000 है कुल मांग 6500 से अधिक है 3000 3000 9500 है इसलिए इसे संतुलित करने के लिए परिवहन समस्याओं में प्रथागत है और उस घटना में जहां कुल आपूर्ति कुल मांग से अधिक है हम एक डमी मांग कॉलम बनाते हैं कि कुल आपूर्ति कुल मांग के बराबर हो जाती है उन स्थितियों में जहां कुल मांग अधिक होती है हम एक डमी आपूर्तिकर्ता बनायेंगे इसलिए इस मामले में कुल आपूर्ति कुल माँग से अधिक है इसलिए हम एक और डमी बनाते हैं जिसकी डमी माँग 500 है ताकि हमारे पास एक संतुलित हो परिवहन की समस्या अब हमने यहाँ मान लिया है कि कोई प्रारंभिक सूची नहीं है इसलिए यदि कोई प्रारंभिक सूची थी तो हमारे पास एक और पंक्ति होगी और प्रारंभिक सूची एक आपूर्ति के रूप में कार्य करेगी अभी हम यह मान रहे हैं कि 4 वीं अवधि के अंत में हमारे पास अंतिम इन्वेंट्री नहीं होने वाली है इसलिए यदि कोई अंतिम इन्वेंट्री होती है तो वह अंतिम इन्वेंट्री ट्रांसपोर्टेशन टेबल में एक अन्य कॉलम के रूप में दिखाई देगी इसलिए अभी हम प्रारंभिक सूची और अंतिम सूची को नहीं मान रहे हैं अन्यथा हमारे पास परिवहन तालिका में एक और पंक्ति और एक और स्तंभ होगा डमी आती है इसलिए हम कुल आपूर्ति और कुल मांग को संतुलित करते हैं अब हम विभिन्न लागतों को लिखना शुरू करते हैं अब अगर हम 1 महीने की मांग को पूरा करने के लिए 1 महीने की नियमित समय क्षमता का उपयोग करने जा रहे हैं तो हम मानते हैं कि एक नियमित समय उत्पादन लागत है जो आर द्वारा दी गई है यदि 1 महीने की ओवरटाइम क्षमता का उपयोग 1 महीने की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है तो हम यह मानने वाले हैं कि इसमें O की ओवरटाइम उत्पादन लागत शामिल है अब मैं इसे O कहता हूं और इसे 0 से अलग करने के लिए हम कहते हैं कि हम इसे O कहते हैं यदि मैं 2 महीने की मांग को पूरा करने के लिए 1 महीने के नियमित समय के उत्पादन को पूरा करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं इसे 1 महीने में उत्पादित कर रहा हूं मैं इसे 1 महीने के लिए इन्वेंट्री में रख रहा हूं ताकि मैं 2 महीने की मांग को पूरा कर सकूं इसलिए लागत r प्लस i हो जाती है जहां मैं इसमें 1 अवधि इन्वेंट्री लागत जोड़ देता हूं इसी तरह यदि मैं 2 महीने की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षमता का उपयोग करता हूं तो यह O प्लस i हो जाता है जहां O प्रति व्यक्ति घंटे की ओवरटाइम उत्पादन लागत है क्योंकि मांग और आपूर्ति दोनों को मानव घंटे के रूप में दर्शाया गया है तो हमें मान लें कि लागत का प्रतिनिधित्व प्रति व्यक्ति घंटे के रूप में किया जाता है इसी तरह अगर मैं 3 महीने की मांग को पूरा करने के लिए 1 महीने के नियमित समय का उपयोग करता हूं यह आर प्लस हो जाएगा 2 i और यह r प्लस 3 i बन जाएगा इसी तरह यह ओ प्लस 2 बन जाएगा और मैं ओ प्लस बन जाऊंगा 3 i अब अगर मैं 2000 की इस आपूर्ति का उपयोग करता हूं जो कि नियमित अवधि है जो कि 1 अवधि की मांग को पूरा करने के लिए दूसरी अवधि में उपलब्ध है जिसका अर्थ है कि मैं 2 वीं अवधि में उत्पादन कर रहा हूं और मैं पहली अवधि की मांग को पूरा करने जा रहा हूं अब मैं केवल तभी कर सकता हूं जब मैं बैकऑर्डर की अनुमति देता हूं इसका मतलब है कि अगर मुझे इसे पूरा करने के लिए इसका उपयोग करना है तो मैं पूरी तरह से 1 अवधि में मांग को पूरा नहीं कर रहा हूं मैं बैक ऑर्डर कर रहा हूं और 2 महीने के नियमित समय से मैं 1 महीने की मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं अब वर्तमान के लिए मान लें कि हम बैक ऑर्डर करने की अनुमति नहीं देने जा रहे हैं और इसलिए यह एक न्यूनतम परिवहन समस्या है इसलिए यह एक बड़ा एम डालने के लिए प्रथागत है जहां एम बड़ा और सकारात्मक है ताकि हमारे पास यह आवंटन न हो और यह अनुमति नहीं है इसी तरह 1 महीने की मांग को पूरा करने के लिए 2 महीने की ओवरटाइम क्षमता की अनुमति नहीं है तो स्वचालित रूप से ये सभी बड़े एम बन जाएंगे क्योंकि हम अपनी पहली धारणा में वापस आदेश नहीं दे रहे हैं 2 महीने की मांग को पूरा करने के लिए 2 महीने की नियमित समय क्षमता आर होगी यह r प्लस I होगा यह r प्लस 2 i होगा r प्लस 2 मैं आता है क्योंकि मैं 4 वें महीने की मांग को पूरा करने के लिए 2 महीने की नियमित समय क्षमता का उपयोग कर रहा हूं जिसका अर्थ है कि मैं 2 वें महीने में उत्पादन कर रहा हूं और मैं इसे 2 अवधियों के लिए सूची में रख रहा हूं इसलिए यह r प्लस 2 i हो जाता है इसी तरह यह O हो जाएगा यह O plus i हो जाएगा यह O plus 2 i बन जाएगा अब 3 महीने की क्षमता से मैं 2 महीने की मांग को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी यह मान रहा हूं कि बैक ऑर्डर की अनुमति नहीं है इसलिए ये सभी बड़े हो जाएंगे म अब मैं तीसरे महीने की मांग को पूरा करने के लिए 3 महीने की क्षमता का उपयोग कर रहा हूं इसलिए लागत यहाँ r r प्लस I यहाँ O यहाँ O plus i यहाँ होगी और मैं 3rd महीने की क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता हूँ मैं 3rd महीने की मांग को पूरा करने के लिए 4 महीने की क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता इसलिए यह बड़ा M होगा यह भी बड़ी होगी एम इसलिए 4 महीने मैं यहाँ r होगा मेरे पास एक ओ होगा कृपया ध्यान दें कि ये ओ हैं ताकि मैं उन्हें 0 से अलग कर सकूं अब मुझे इससे जुड़ी लागत को भरने की आवश्यकता होगी किसी भी परिवहन समस्या में यह 0 के बराबर लागत के साथ डमी पंक्ति को भरने के लिए प्रथागत है तो हम इन सभी के लिए 0 के बराबर लागत डालते हैं इसलिए मैं इसे 0 के रूप में लिखने जा रहा हूं और कृपया ध्यान दें कि यह ओ है जबकि यह 0 है और वे अलग हैं तो बस यह भेद करने के लिए कि यह 0 है मैं बस एक phi की तरह जोड़ने जा रहा हूं ताकि हमें पता चले कि यह लागत 0 है और यह O नहीं है इसलिए अब हमने इस परिवहन समस्या की लागत को पूरा कर लिया है और हमें अब इस परिवहन समस्या को हल करने की आवश्यकता है अब विभिन्न पाठ्यक्रमों में पहले के व्याख्यान में आपको पेश किया जाएगा कि परिवहन समस्या को कैसे हल किया जाए इसे हल करने के कई तरीके हैं आमतौर पर परिवहन समस्याओं को दो चरणों में हल किया जाता है पहले चरण में हम कोशिश करते हैं और एक अच्छा बुनियादी संभव समाधान प्राप्त करते हैं या तो उत्तर पश्चिम कोने के नियम के माध्यम से या न्यूनतम लागत विधि के माध्यम से या वोगेल के सन्निकटन विधि के माध्यम से हमने पहले भी एक अलग कोर्स में देखा है कि आमतौर पर वोगेल की सन्निकटन पद्धति का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्तर पश्चिम कोने के नियम की तुलना में बेहतर उद्देश्य फ़ंक्शन मूल्य देता है और फिर दूसरा चरण हम मूल व्यवहार्य समाधान का उपयोग करते हैं जो कि इष्टतम समाधान के लिए प्रयास करने और प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया जाता है अब हम उत्तर पश्चिम कोने के नियम को इस पर लागू करने का प्रयास करते हैं उत्तर पश्चिम कोने का नियम परिवहन समस्या का एक मूल व्यवहार्य समाधान प्राप्त करने के तरीकों में सबसे सरल है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नियम में हम इस 2000 और इस 3000 के साथ शुरू करते हैं इसलिए हम यहां 2000 आवंटित करते हैं शेष 1000 यहां है इसलिए 500 है इसलिए हम यहां एक 500 आवंटित करेंगे फिर एक शेष 500 है जो वहां है जिसे पूरा करना है इसलिए इस विशेष उदाहरण में आमतौर पर हम उत्तर पश्चिम कोने के लिए एक 500 यहां डालेंगे इसलिए आमतौर पर हम इसके माध्यम से मिलेंगे लेकिन चूंकि हमारे पास एक बड़ा एम है और हम इनमें से कोई भी नहीं कर सकते हैं इसलिए हम उत्तर पश्चिम कोने के नियम के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे लेकिन अब दृष्टांत के लिए मुझे यह मान लेना चाहिए कि मैं एक शुरुआत करने जा रहा हूं 500 यहाँ और फिर मैं संभवतः इसे बेहतर बनाने या बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा इस विशेष उदाहरण में मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऑर्डर वापस करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं 1 महीने की मांग खुद 3000 है इसलिए उपलब्ध 1 महीने का कुल उत्पादन 2500 है इसलिए इस मामले में मेरे पास कोई समाधान नहीं होगा क्योंकि मैं वापस आदेश देने की अनुमति नहीं दे रहा हूं इसलिए उदाहरण के लिए और बहुत अच्छा समाधान प्राप्त करने के लिए तो फिलहाल मुझे बताएं कि यह मांग 2000 है और हम कहें कि यह मांग 3000 है इसलिए यह मांग 2000 है और यह मांग 3000 है तो अब क्या होता है आपकी कुल आपूर्ति 10000 है कुल मांग 3 है प्लस 2 5 प्लस 3 8000 तो डमी बन जाता है 2000 इसलिए अब हमने इसे संतुलित कर दिया है इसलिए अब अगर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का नियम लागू करते हैं तो हमारे पास यहां 2000 हैं हमारे पास यहां 2000 हैं इसलिए हम यहां सभी 2000 का उपयोग करेंगे इसलिए यह जाएगा और यह भी होगा वास्तव में मुझे डेटा में एक बहुत ही मामूली बदलाव करना है ताकि हम कुछ और चीजें दिखा सकें जैसे हम साथ चलते हैं इसलिए मैं इसे 1500 के बजाय बनाने जा रहा हूं यह भी मैं 1500 बनाने जा रहा हूं इसलिए कि मांगें 6000 हैं इसलिए यह 4000 हो जाएगी इसलिए मैं मांगों को सभी 4 मांगों के रूप में 1500 के रूप में करने जा रहा हूं अब क्या होता है जब मैं उत्तर पश्चिम कोने के नियम का उपयोग करके हल करना शुरू करता हूं अब इससे पहले कि मैं शुरुआत से हल करना शुरू कर दूं मैं आपको समझाता हूं कि प्रत्येक माह में चार क्षमताएं 2500 हैं नियमित समय क्षमता के रूप में 2000 और ओवरटाइम क्षमता के रूप में 500 के साथ 4 मांगें अब मेरे लिए 1500 हैं इसलिए मैं जो कर रहा हूं वह नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नियम को लागू करता हूं इसलिए मैं पहली बार इसमें से 1500 निकालता हूं इसलिए यह कॉलम एक और 500 अवशेष पूरा हो गया है यहां 1500 हैं इसलिए मैं इसमें से 500 डालूंगा इसलिए यह पूरी तरह से है मिला तो यह 1000 हो जाएगा 1000 की मांग की गई है 500 उपलब्ध है इसलिए मैंने 500 डाला यहां यह भी पूरी तरह से मिला है इसलिए मैंने यहां एक और 500 डाला ताकि यह पूरी तरह से मिल जाए फिर मैंने यहां 1500 लगाए इसलिए यह पूरी तरह से मिल रहा है फिर मैं वापस जाता हूं और 500 करता हूं और फिर मेरे पास 1000 का संतुलन है इसलिए यह मुलाकात होती है इसलिए 1000 है जो इस से बाहर आता है एक 500 है जो बाहर आता है यह 2000 है जो इस से बाहर आता है और एक 500 है जो इस से बाहर आता है इसलिए यह संतुलित है इसलिए अब हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नियम का उपयोग करके पहला समाधान मिल गया है अब आइए देखें कि यह किस तरह का समाधान है अब एक परिवहन समस्या में यदि हमारे पास M आपूर्ति बिंदु और N मांग बिंदु हैं तो प्रत्येक मूल व्यवहार्य समाधान में M प्लस होना चाहिए एन माइनस 1 आवंटन या उससे कम लेकिन इन आवंटन को स्वतंत्र होना चाहिए यदि हमारे पास एम प्लस एन माइनस 1 आवंटन से कम है तो यह एक पतले बुनियादी संभव समाधान का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए इस विशेष उदाहरण में हमारे पास 1 से 8 आपूर्ति बिंदु और 5 मांग बिंदु हैं तो हमारे पास 13 8 प्लस 5 13 है एम प्लस एन माइनस 1 12 है इसलिए मूल व्यवहार्य समाधान में 12 आवंटन होना चाहिए अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 देखें 9 10 11 आवंटन हमारे पास हैं यह अभी भी 11 आवंटन के साथ एक मूल व्यवहार्य समाधान है जो एम प्लस एन माइनस 1 से कम है इसलिए यह एक बुनियादी बुनियादी संभव समाधान है और पतन इसलिए आता है क्योंकि कहीं न कहीं जब हमने यह विशेष आवंटन किया था मुझे लगता है कि जब हमने यह विशेष आवंटन किया था तो 1500 का बैलेंस यहां से मिला था और 1500 की मांग यहां पूरी हुई थी यह विशेष आवंटन इस पंक्ति या इस कॉलम में किसी भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ता है इसलिए हमने इस 500 के साथ शुरू किया उदाहरण के लिए जब हमने 1500 का यह आवंटन किया तो हमारे पास 500 का संतुलन था जो यहाँ आया था इसलिए केवल एक पंक्ति या एक कॉलम पूरी तरह से भरा हुआ था या आवंटन से मिला था लेकिन इस बिंदु पर पंक्ति और स्तंभ दोनों पूरी तरह से मिले थे और इसलिए ये दोनों मिलते थे और हमने यहीं से शुरुआत की थी इसलिए हमारे पास 1 आवंटन कम था और हम यह भी जानते हैं कि अगर हमारे पास एक बुनियादी समाधान संभव है अगले तरीके में जो इसे ऑप्टिमाइज़ करना है यूवी विधि या MODI विधि संशोधित वितरण विधि में यह एक ईप्सिलन डालने के लिए प्रथागत है उस जगह को निरूपित करने के लिए जहां एक अध पतन आवंटन हो सकता है और फिर हम आगे बढ़ते हैं अभी आइए हम मान लें कि यह मूल व्यवहार्य समाधान है कि हमने उत्तर पश्चिम कोने के नियम का उपयोग किया है हमने पहले से ही कहीं और सीखा है अगर हम न्यूनतम लागत विधि या वोगेल के सन्निकटन विधि के लिए गए थे हमें एक बेहतर बुनियादी संभव समाधान मिल गया है अभी मैंने यह परिभाषित नहीं किया है कि r और i वगैरह के मूल्य क्या हैं ताकि हम न्यूनतम लागत विधि या Vogel की विधि यहाँ नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम r i O और इत्यादि के मूल्यों को नहीं जान लेते जबकि हम उत्तर पश्चिम कोना कर सकते हैं क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर केवल उन स्थितियों और मूल्यों पर निर्भर करता है जिन्हें हम वास्तव में जानते हैं इसलिए हम एक नॉर्थवेस्ट कॉर्नर कर रहे हैं अब हमें इष्टतम समाधान के लिए प्रयास करने और प्राप्त करने के लिए समाधान में सुधार करना है इसलिए परिवहन समस्या में दो तरीकों का उपयोग करके सुधार किया जाता है एक को स्टेपिंग स्टोन विधि कहा जाता है और दूसरे को संशोधित वितरण विधि या यूवी विधि या MODI विधि वगैरह अब हम कोशिश करते हैं और स्टेपिंग स्टोन विधि को देखें अब स्टेपिंग स्टोन विधि क्या है स्टेपिंग स्टोन विधि का मानना है कि यदि यह इष्टतम समाधान नहीं है तो कम से कम 1 आवंटन है जो वर्तमान में रिक्त है जिसका अर्थ है वर्तमान में गैर बुनियादी है जो इष्टतम समाधान में दिखाई देगा तो स्टेपिंग स्टोन विधि इन रिक्त पदों में से प्रत्येक को ले जाएगी और यह कोशिश करेगा कि प्लस 1 या थीटा दर्ज करें और देखें कि लागत में कोई लाभ है या नहीं उदाहरण के लिए यह एक ऐसी स्थिति है जिसका अभी कोई आवंटन नहीं है इसलिए यदि यह इष्टतम समाधान में है तो इष्टतम आधार में विश्वास प्रेरणा या कदम बढ़ाने में विश्वास क्या वह अगर मैं यहां एक प्लस 1 डालता हूं तो यह लाभप्रद होगा फिर यह आधार में प्रवेश कर सकता है इसलिए अगर मैं यहां 1 प्लस लगाने की कोशिश करता हूं तो इसे संतुलित करने के लिए मुझे यहां एक माइनस 1 रखना होगा मुझे यहां एक प्लस 1 रखना होगा और मुझे यहां माइनस 1 डालना होगा अब शुद्ध लाभ प्लस ओ माइनस ओ प्लस आई प्लस आर प्लस आई माइनस आर होगा तो मुझे शुद्ध लाभ लिखना है इसलिए प्लस ओ जो कि 1 से अधिक आता है मैं 1 की लागत लगा रहा हूं 1 को दूर करके मैं एक ओ प्लस i प्राप्त करता हूं इसलिए शून्य 1 प्लस मैं 1 जोड़कर यहाँ मैं एक r प्लस i जोड़ रहा हूँ और फिर 1 दूर करके मैं एक आर दूर ले जा रहा हूं इसलिए माइनस आर तो शुद्ध लागत यह ओ है यह शून्य नहीं है इसलिए ओ माइनस ओ माइनस आई प्लस और प्लस आर माइनस आर 0 है इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि यदि हम कोशिश करते हैं और एक प्लस 1 यहाँ डालते हैं अब हम महसूस करते हैं कि वहाँ नहीं है लाभ नहीं है लागत समान बनी हुई है इसलिए हम कोशिश करते हैं और ऐसा करते हैं तो स्टेपिंग स्टोन उन सभी स्थानों को देखने और देखने की कोशिश करेगा जहां हमारे पास एक वैरिएबल नहीं है जिसे हम कोशिश करेंगे और एक प्लस 1 डालेंगे अब हम उदाहरण के लिए एक प्लस 1 यहां डालने की कोशिश करते हैं इसलिए यदि हम एक प्लस 1 यहां डालते हैं तो हम इसे माइनस 1 के साथ प्लस 1 और माइनस 1 के साथ संतुलित करना होगा तो नेट आर 2 प्लस के आर प्लस 2 आई प्लस प्लस आर आर आई का शून्य से 2 होगा जो कि 0 भी होगा इसलिए ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है लेकिन हम कोशिश करते हैं और एक प्लस 1 यहां डालते हैं अब क्या होता है मैं एक 0 जोड़ता हूं मैं एक 0 घटाता हूं इसलिए यह यहां 1 माइनस 1 बन जाएगा यहां एक प्लस 1 बन जाएगा यह यहां माइनस 1 बन जाएगा अब पतित होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा इसलिए मुझे यहाँ एक एप्सिलॉन लगाना होगा इसलिए यह यहाँ प्लस 1 बन जाएगा यह यहाँ 1 शून्य हो जाएगा और फिर यह बन जाएगा यह बात नहीं है इसलिए प्लस 1 यहाँ माइनस 1 यहाँ प्लस 1 यहाँ माइनस 1 यहाँ ताकि यह संतुलित हो जाए मुझे इसे दोहराने दें अगर मैं यहां 1 डालता हूं तो इसे संतुलित करने के लिए मुझे यहां 1 माइनस डालना होगा मुझे यहां संतुलन बनाने के लिए 1 प्लस लगाना होगा फिर मैं पतित होने के कारण स्थानांतरित नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं इसमें शामिल हुआ यहाँ एक एप्सिलॉन तो इसे संतुलित करने के लिए मैं इस एप्सिलॉन में एक माइनस 1 डालूंगा फिर मैं एक प्लस 1 और फिर डालूंगा मैं एक माइनस 1 डालूंगा अब नेट प्लस 0 होगा यहां मुझे बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि कुछ मानों में 0 शामिल हैं कुछ मानों में ओ शामिल है इसलिए यह प्लस 0 है इसलिए मैं इसे प्लस 0 के रूप में लिखने जा रहा हूं माइनस 0 प्लस आर प्लस आई माइनस आर प्लस 2 आई प्लस आर माइनस आर प्लस आई इसलिए यह आर प्लस आईएनआर माइनस आर प्लस माइनस आर 0 आई 1 माइनस 2 आई माइनस 3 माइनस 3 आई है तो यह हमें एक गैर शून्य मान देता है मुझे इसे 0 दोहराने दें और 0 रद्द हो जाता है यह आर इस आर के साथ रद्द हो जाएगा यह आर इस आर के साथ रद्द हो जाएगा इसलिए प्लस आई माइनस 2 मैं माइनस आई माइनस मैं माइनस 2 माइनस 2 है इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो एक लाभ होता है इसलिए हम जो करने की कोशिश करते हैं वह है कि हम अधिकतम संभव को यहां लगाने की कोशिश करें इसलिए यह थीटा माइनस थीटा हो जाएगा साथ ही थीटा माइनस थीटा और थीटा माइनस थीटा फिर से महसूस करेंगे कि थीटा पतन की वजह से एप्सिलॉन बन जाएगा तो यह थीटा माइनस एप्सिलॉन बन जाता है इसलिए एप्सिलॉन यहां से यहां तक शिफ्ट हो जाएगा हम जानते हैं कि ऐसा करने से परिवहन समस्या में आगे कैसे बढ़ना है मूल विचार यह है कि हम परिवहन समस्या को हल करने का प्रयास करें अब हमने इससे क्या सीखा है यदि हम उत्तर पश्चिम कोने के नियम को इस पर लागू करते हैं तो हम अभी तक री के मूल्यों को नहीं जानते हैं और हम उत्तर पश्चिम कोने के नियम को लागू करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उत्तर पश्चिम कोने का नियम निर्भर नहीं करता है री वगैरह के मूल्य इसलिए यदि हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नियम को लागू करते हैं और फिर हम इसे हल करने के लिए स्टेपिंग स्टोन विधि लागू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि इस परिवहन तालिका में हमारे पास मौजूद मान्यताओं के तहत इस तालिका में महत्वपूर्ण धारणाएं हैं हम केवल नियमित समय उत्पादन लागत ओवरटाइम उत्पादन लागत पर विचार कर रहे हैं हम इन्वेंट्री लागत पर विचार कर रहे हैं हम वापस ऑर्डर करने की लागत पर विचार नहीं कर रहे हैं इसलिए हम केवल 3 लागतों पर विचार कर रहे हैं नियमित समय ओवरटाइम और इन्वेंट्री अभी शुरुआत इन्वेंट्री नहीं है हमारे पास केवल इसके आधार पर कैपेसिटी है और अगर हम उत्तर पश्चिम कोने के नियम को यहाँ लागू करते हैं और फिर हम कदम पत्थर को लागू करना चाहते हैं जिसे हम महसूस करते हैं कि सभी पदों को याद है कि जब हमने 1 यहाँ रखा था तो 0 था जब हमने 1 डाला यहाँ नेट 0 था लेकिन जब हमने यहां एक 1 लगाया जिसमें नेट माइनस i था इसलिए केवल जब हम एक प्लस 1 डालते हैं और शुद्ध लाभ या हानि की तुलना करते हैं और अगर कोई लाभ होता है तो हम इष्टतमता की ओर आगे बढ़ सकते हैं अब जब शुद्ध प्रभाव 0 है तो यह वैसे भी हमारी मदद करने वाला नहीं है इसलिए जब हम उत्तर पश्चिम कोने के नियम को लागू करने के बाद कदम पत्थर की विधि को लागू करते हैं तो हम समझते हैं कि सभी संभव गैर डमी पदों में उदाहरण यह यह यह यह यह यह यह यह और यह और यह मैं इनमें शामिल नहीं हूं क्योंकि ये संभव स्थिति नहीं हैं क्योंकि उनके पास एक बड़ा एम है ये संभव स्थिति नहीं हैं इसलिए सभी संभावित गैर डमी पदों के लिए कोई भी आसानी से दिखा सकता है कि प्लस 1 डालकर नेट केवल 0 है इसलिए जब हम इन सभी मान्यताओं के तहत स्टेपिंग स्टोन विधि लागू करते हैं तो सभी गैर पर इसका मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है दैनिक गैर मूल संभव स्थिति उदाहरण यह एक गैर बुनियादी गैर डमी स्थिति है लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि एक बड़ा एम है यह एक गैर बुनियादी गैर डमी स्थिति है यह संभव है क्योंकि इसका मान O है लेकिन यदि हम डालते हैं एक प्लस 1 यहां फिर नेट केवल 0 होने जा रहा है तो सरलीकरण यह है कि यदि हम उत्तर पश्चिम कोने के नियम को लागू करते हैं और हम कदम पत्थर की विधि को लागू करते हैं तो यह केवल डमी में रिक्त पदों पर विचार करने के लिए पर्याप्त है और उन्हें सुधार के लिए उम्मीदवारों के रूप में उपयोग करने का प्रयास करें क्योंकि प्रत्येक गैर बुनियादी गैर डमी स्वीकार्य स्थिति में 0 के बराबर नेट होने वाला है इसलिए जब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नियम और स्टेपिंग स्टोन को लागू करते हैं तो यह केवल विचार करने के लिए पर्याप्त है यह यह यह और यह और परिवहन के साथ आगे बढ़ना अब इस सरलीकरण को बिशप का सरलीकरण कहा जाता है और यह तब उपयोगी होता है जब हम उत्तर पश्चिम कोने के नियम और कदम पत्थर की विधि को लागू करते हैं ताकि परिवहन में शामिल होने वाली गणना कम से कम हो और सरल हो जाए लेकिन उत्तर पश्चिम कोने के नियम का उपयोग करना हमेशा या बिल्कुल आवश्यक नहीं है इसके बाद कदम पत्थर आज अधिक से अधिक पैकेज उपलब्ध हैं और परिवहन समस्याओं के माध्यम से स्प्रेडशीट समाधान उपलब्ध हैं कोई वास्तव में इसे हल करने की परेशानी नहीं उठाता है जैसे कि मैं इसे बोर्ड पर कर रहा हूं कोई इसे बस एक सॉल्वर में डाल सकता है और समाधान प्राप्त कर सकता है या समाधान प्राप्त करने के लिए स्प्रैडशीट मॉडल का उपयोग कर सकता है लेकिन पहले के दिनों में जब लोग वास्तव में इसे हाथ से हल कर रहे थे सरलीकरण मददगार था क्योंकि इसने वहां होने वाली गणनाओं की संख्या को कम कर दिया था अब हम वापस आते हैं और कुछ और चीजें करते हैं अब एक धारणा है कि हम आगे बढ़ने से पहले एक कदम पत्थर विधि या MODI विधि लागू कर सकते हैं इस समस्या के लिए इष्टतम समाधान के लिए प्रयास करें और प्राप्त करें अब हम कुछ और चीजों को देखते हैं अब हमें एक महत्वपूर्ण धारणा को शिथिल करते हैं कि बैक ऑर्डर की अनुमति नहीं है आइए हम बैक ऑर्डर की अनुमति दें और देखें कि क्या होता है इसलिए जब हम बैक ऑर्डर की अनुमति देते हैं तो हम इन सभी को हटाना चाहते हैं इसलिए यदि हम बैक ऑर्डर की अनुमति देते हैं जिसका अर्थ है मैं 1 पीरियड की मांग को पूरा करने के लिए 2 पीरियड की नियमित समय क्षमता का उपयोग कर सकता हूं जिसका मतलब है कि मैं 1 पीरियड का ऑर्डर वापस करता हूं तो वहाँ r का एक नियमित समय उत्पादन लागत है और एस की एक बैक ऑर्डर लागत है इसलिए लागत r प्लस s हो जाती है समय के साथ 2 पीरियड इस लागत को पूरा करने के लिए O प्लस s हो जाता है अब मैं 1 पीरियड की मांग को पूरा करने के लिए 3 पीरियड आर टी क्षमता का उपयोग कर रहा हूं जिसका मतलब है कि मैं यहां 2 पीरियड्स के लिए उत्पादन करने जा रहा हूं तो यह r प्लस 2 s और O प्लस होगा 2 एस और यह आर प्लस 3 एस और ओ प्लस 3 एस होगा अब यह मिलने के लिए 3 अवधि की क्षमता है दूसरी अवधि की मांग तो यह r plus s होगा यह O plus s होगा यह r plus 2 s होगा यह O plus 2 s आता है क्योंकि यह 4th पीरियड की क्षमता का उपयोग 2nd पीरियड की डिमांड को पूरा करने के लिए किया जाता है इसलिए 2 अवधि के लिए एक बैक ऑर्डर है इसलिए r plus 2 s O plus 2 s यह 3rd पीरियड की मांग को पूरा करने की 4 वीं अवधि की क्षमता है इसलिए यह r plus s होगा और यह O plus s होगा अब परिवहन मॉडल पूरा हो गया है कृपया ध्यान दें कि आपका उत्तर पश्चिम कोने का समाधान समान होने जा रहा है यह बदलने वाला नहीं है क्योंकि उत्तर पश्चिम कोने केवल पदों पर आधारित है तो अब इसके बाद से इस धारणा के तहत जहां कमी या वापस आदेश की अनुमति है हम अब इस शुरुआती समाधान का उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं और समस्या का इष्टतम समाधान प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अगला सवाल जिसका हमें जवाब देना है वह है बिशप का सरलीकरण अभी भी उदाहरण के लिए मान्य है अगर मैंने एक प्लस 1 यहां रखा तो मेरे साथ क्या होने वाला है अब जब मैं एक प्लस 1 यहां डालूंगा यह एक प्लस 1 होगा यह एक माइनस १ होगा यह एक प्लस १ होगा यह माइनस १ होगा इसलिए शुद्ध परिवर्तन आर प्लस एस माइनस आर होगा जो कि एस एस प्लस आर प्लस आई माइनस आर है जो एस प्लस आई है तो क्या होता है जब मैं एक प्लस 1 को यहां डालता हूं तो एक शुद्ध परिवर्तन होता है जो कि एस प्लस i है यह 0 नहीं है हम अभी भी यह विचार करके आगे बढ़ सकते हैं कि यहां शुद्ध परिवर्तन प्लस आई है और आगे बढ़ना है स्टेपिंग स्टोन विधि को लागू करके या MODI विधि को लागू करके इष्टतमता अंतर केवल इतना है कि अगर हम अब कदम रखने की विधि को लागू करते हैं तो अब हमें इस मामले में 5 कॉलम 5 मांग बिंदु और 8 हैं इसलिए यह 8 में 5 40 है परिवहन में 12 आवंटन एम प्लस एन माइनस 1 होना चाहिए लेकिन इस मामले में इसमें 11 हैं लेकिन हमने 12 पाने के लिए एक एप्सिलॉन जोड़ा है इसलिए 12 बुनियादी चर 28 गैर मूल चर हैं इसलिए यदि हम स्टेपिंग स्टोन विधि लागू करते हैं तो हमें शेष सभी 28 पदों के लिए शुद्ध वृद्धि या कमी का मूल्यांकन करना होगा क्योंकि जब हम वापस आदेश पर विचार करते हैं तो सरलीकरण नियम काम नहीं करता है यदि हमने वापस आदेश देने पर विचार किया तो यह केवल 4 पदों पर करने के लिए पर्याप्त था अब हमें इसे सभी 28 पदों के लिए करना है लेकिन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है अब ज्यादातर बार हम उत्तर पश्चिम कोने के नियम का उपयोग नहीं करते हैं या हम हाथ से हल नहीं करते हैं अगर हम इस समस्या को हल करने के लिए एक सॉल्वर का उपयोग करने जा रहे हैं तो यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम हों सरलीकरण नियम का लाभ प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं या हम सरलीकरण के कारण कोई लाभ हासिल नहीं करने जा रहे हैं लेकिन फिर यह भी संभव है अब परिवहन समस्या में 4 लागतें हैं नियमित समय की लागत ओवरटाइम की लागत इन्वेंट्री की लागत और कमी या बैक ऑर्डर की लागत अब हम कोशिश करते हैं और एक और बात करते हैं अब पहले जब हमने रैखिक प्रोग्रामिंग की थी और हमने सारणीबद्ध किया था हमने कहा कि 8 लागतों पर विचार किया गया था नियमित समय ओवरटाइम एक जोड़ी के रूप में इन्वेंट्री और कमी एक जोड़ी के रूप में थी आउटसोर्सिंग और उपयोग के तहत एक जोड़ी के रूप में माना जाता था काम पर रखने और बिछाने को एक जोड़ी के रूप में माना जाता था इन चार जोड़े में से जो 8 लागतों को जोड़ते हैं हमने अब चार लागतों पर विचार किया है अब क्या हम परिवहन तालिका में कुछ और लागतों को भी जोड़ सकते हैं अब हम कोशिश करते हैं और करते हैं अब अगर हम इन क्षमताओं को देखें तो हमारे पास अब केवल दो प्रकार की क्षमताएं हैं जो नियमित समय क्षमता और ओवरटाइम क्षमता हैं तो कुल क्षमता 10000 है 4 महीने में 2000 और प्लस 500 में 4 महीने लेकिन जब हमने रैखिक प्रोग्रामिंग तैयार की तो हमने यह भी माना कि इसे आउटसोर्स करना और कोशिश करना और प्राप्त करना संभव है तो आउटसोर्सिंग एक और क्षमता हो सकती है इसलिए हम यहां एक और क्षमता जोड़ते हैं जो आउटसोर्सिंग है इसलिए हम आउटसोर्सिंग को एक और क्षमता के रूप में जोड़ते हैं सारणीबद्ध विधि या लीनियर प्रोग्रामिंग पद्धति में हमारे पास कोई सीमा नहीं है कि हम किस सीमा तक आउटसोर्स कर सकते हैं इसलिए सिद्धांत रूप में हम मान सकते हैं कि 6000 की संपूर्ण मांग को आउटसोर्स किया जा सकता है इसलिए हमारे पास 6000 की मांग आउटसोर्स के रूप में है तो कुछ अर्थों में आउटसोर्सिंग क्षमता सिग्मा डी बन जाती है जो मांगों का योग है अब ये क्षमता पहले से ही 10000 हैं तो 6000 में मांग है इसलिए अब आपकी कुल क्षमता 16000 है कुल मांग केवल है 6000 इसलिए डमी 10000 हो जाएगा तो यह हिस्सा सिग्मा डी है जो मांगों का योग है यह हिस्सा सिग्मा एस है जो नियमित समय और ओवरटाइम क्षमता का योग है यह भाग नियमित समय और समयोपरि क्षमताओं का सिग्मा एस योग है यह हिस्सा सिग्मा डी है इस मॉडलिंग के बारे में अच्छी बात यह है कि आपूर्ति मांग से अधिक है या आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक है यह कुल हमेशा सिग्मा एस प्लस सिग्मा डी होता है यह हमेशा सिग्मा एस प्लस सिग्मा डी होता है और जिस क्षण हम उस स्थिति में भी आउटसोर्सिंग की अनुमति देते हैं जहां हमारे पास यह क्षमता कुल मांगों से कम है शेष राशि आउटसोर्सिंग से बाहर निकल सकती है या उस उदाहरण पर वापस जा रहे हैं जो हमारे पास था जहां मैंने वास्तव में यहां बदलाव किया था शुरू में मैंने यहां एक उच्च मूल्य रखा था और तब जब हम इसे कर रहे थे यदि हमने यहां 3000 डाल दिया था और तब हमें एहसास हुआ कि जब हम कर रहे थे तब यह 2000 आ सकता था 500 आ सकते थे क्योंकि बड़े एम की पीठ के आदेश की अनुमति नहीं थी जब मुझे वास्तव में इसे बदलना पड़ा अब ऐसी स्थिति होने पर यदि मेरी 1 महीने की क्षमता 2500 है और मेरी 1 महीने की मांग 3000 है अगर कोई शुरुआत सूची नहीं है तो निश्चित रूप से 500 की कमी होने जा रही है और अब इसे पूरा करने के लिए हमें इन दोनों में से एक काम करना होगा जो या तो वापस ऑर्डर करने की अनुमति देता है या आउटसोर्स करने की अनुमति देता है इसलिए अगर हमने वापस ऑर्डर करने की अनुमति दी है तो हमारे पास r प्लस s जैसा कुछ होगा यहां और मैंने कुछ आवंटन यहां रखा होगा अगर मैंने वापस ऑर्डर करने की अनुमति नहीं दी होती तो यह एक बड़ा एम होता और यह यहां संतुलन होगा आउटसोर्स किया जाएगा इसलिए इष्टतम पर संतुलन को आउटसोर्स किया जाएगा अगर मैं बैकऑर्डर के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं तो आउटसोर्सिंग कई तरीकों से मदद करता है और परिवहन समस्या को रोकता है इसलिए हम आउटसोर्सिंग का निर्माण करते हैं अब जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि अच्छी बात यह है कि अगर हम इस चीज को सिग्मा एस कहते हैं तो यह हिस्सा सिग्मा एस सिग्मा डी है यह सिग्मा डी सिग्मा एस है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिग्मा डी बड़ा है या सिग्मा एस बड़ा है हम अभी भी पूरी मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे क्योंकि आउटसोर्सिंग एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है अब आउटसोर्सिंग की लागत है इसलिए मुझे बस इसे ओ यू टी ओ यू टी ओ यू टी ओ यू टी के रूप में कॉल करना है इसलिए आउटसोर्सिंग की लागत है इसलिए यदि मैं प्रत्येक महीने की मांग को पूरा करने के लिए बाजार से कुछ आउटसोर्स करना और खरीदना चाहता हूं तो मैं केवल उस बाजार में जाता हूं और खरीदता हूं इसलिए मैं प्लस आई और इतने पर नहीं जा रहा हूं हर महीने अगर कोई कमी है अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं जा सकता हूं और इसे बाहर से खरीद सकता हूं तो मैं मानूंगा कि यह हर समय उपलब्ध है और इसलिए मैं केवल तभी खरीदूंगा जब यह आवश्यक होगा इसलिए मेरे पास है आने वाली लागत के रूप में आउटसोर्स किया गया अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे भरें अब यह 0 होना चाहिए क्योंकि यदि किसी कारण से मुझे आउटसोर्स करने की आवश्यकता नहीं है और मैं इन क्षमताओं का उपयोग करके अपनी सभी मांग को पूरा कर सकता हूं फिर इन सभी क्षमताओं और अधिकता के लिए यहां जाना होगा और बैठना होगा तभी परिवहन समस्या संतुलित है इसलिए मुझे यहां 0 के बराबर लागत लगाने की आवश्यकता है यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हमें लागत 0 बराबर करने की आवश्यकता है प्रश्न यह है कि क्या मेरे पास यह नियमित समय क्षमता है और किसी कारण से मैं इस नियमित समय क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहा हूं जिसका अर्थ है यदि मेरे पास 2000 है और इस पंक्ति में मुझे यहाँ 2000 आवंटित नहीं किया गया है तो कुछ आवंटन है जो डमी में आता है उदाहरण के लिए यदि आप इसे देखते हैं तो यह उपलब्ध 2000 का एक नियमित समय है जिसका 1000 का उपयोग किया गया है 1000 डमी में जाता है जिसका अर्थ है कि यह 1000 का उपयोग नहीं किया गया है जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग कम लागत में होता है इसलिए एक अंडर है यहाँ उपयोग की लागत तो यहाँ एक उपयोग लागत होगी यहाँ उपयोग की लागत के तहत होगा यहाँ उपयोग की लागत के तहत होगा और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि हम ओवरटाइम क्षमता के लिए उपयोग लागत के तहत नहीं जा रहे हैं लगातार हमने एलपी निर्माण में और साथ ही सारणीबद्ध तरीके से ऐसा नहीं किया इसलिए ओवरटाइम क्षमता के लिए कोई उपयोग लागत नहीं है लेकिन नियमित समय क्षमता के लिए उपयोग की लागत के तहत हो सकता है यह एक उदाहरण है जहां 2000 नियमित समय क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है यह आंशिक रूप से ही उपयोग किया जाता है तो अब यह तालिका आठ इन्वेंट्री शॉर्टेज नियमित समय ओवरटाइम आउटसोर्सिंग के बजाय 6 लागतों का उपयोग करती है इसलिए यह छह लागतों का उपयोग करने में सक्षम है अब हम इस समस्या को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं अगर हम 6 लागतों पर विचार करना चाहते हैं तो यह विचार नहीं करता है और आसानी से काम पर रखने और बंद करना संभव नहीं है इसलिए परिवहन मॉडल का उपयोग छह लागतों के लिए किया जा सकता है हम किराए पर नहीं लेते हैं और बंद कर देते हैं यदि हम भी काम पर रखना चाहते हैं और समस्या को दूर करना चाहते हैं तो हमें रैखिक प्रोग्रामिंग मॉडल पर जाना होगा जो हल करने में सक्षम है यह परिवहन ऐसा नहीं करता है परिवहन भी स्पष्ट रूप से विचार नहीं करता है कि उत्पादन से जुड़ी सेटअप लागत क्या कहलाती है क्योंकि हर बार हम उत्पादन करते हैं एक सेटअप लागत और एक सेटअप समय होता है जिसका उपयोग करना पड़ता है और उस लागत को परिवहन मॉडल में नहीं लाया जा सकता है जो रैखिक प्रोग्रामिंग मॉडल हमने पहले वर्ग में देखा था जिसमें सेटअप लागत भी शामिल नहीं है लेकिन एक प्रावधान है या एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा इसे रैखिक प्रोग्रामिंग सूत्रीकरण में लाया जा सकता है अब इससे पहले कि मैं हवा करूं मैं आपको बता सकता हूं कि यदि हम उन उदाहरणों पर वापस जाते हैं जो हमने माना था दोनों सारणीबद्ध विधि और रैखिक प्रोग्रामिंग विधि में और यदि हमने इसे 12 अवधियों के रूप में प्रतिरूपित किया है जिसका अर्थ है हमारे पास 24 पंक्तियाँ होंगी 1 प्रारंभिक सूची 25 पंक्तियाँ और साथ ही 12 अवधियाँ 12 कालम यदि हम आउटसोर्सिंग और उपयोग के अधीन नहीं माने तो हमने केवल इस पर विचार किया और इसमें शामिल परिवहन समस्या का हल किया 25 पंक्तियाँ 12 कॉलम और एक डमी फिर हमें जो समाधान मिलेगा वह ठीक उसी तरह का समाधान होगा जैसा कि एलपी इष्टतम हमें मिलता है यदि हमने इस आउटसोर्सिंग को एक अतिरिक्त पंक्ति के रूप में जोड़ा और फिर हमने इसे इस तरह से हल किया और अगर हमने 6 लागतों पर विचार करके एक समान रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या हल की थी जिसमें आउटसोर्सिंग और उपयोग के तहत और काम पर रखने और बंद करने पर विचार नहीं किया गया था फिर इस तरह की एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या और परिवहन समस्या एक ही समाधान देगी लेकिन रेखीय प्रोग्रामिंग को मॉडल को काम पर रखने और लेटने में सक्षम होने का अतिरिक्त लाभ है जो हम परिवहन समस्या में नहीं कर पाएंगे इसलिए मान्यताओं के एक ही सेट के तहत जहाँ भी समस्या का परिवहन का उपयोग करके हल करना संभव है तो वही समाधान हम प्राप्त करेंगे यदि हम एक ही धारणा के तहत रैखिक प्रोग्रामिंग द्वारा हल करते हैं लेकिन एलपी मॉडल परिवहन मॉडल की तुलना में थोड़ा अधिक बहुमुखी है अगर कोई इसे परिवहन के रूप में मॉडलिंग करके हल कर सकता है तो ऐसा करना हमेशा बेहतर होता है क्योंकि संचालन अनुसंधान से हमें पता चलेगा कि परिवहन समस्याओं को हल करने में लगने वाला समय जल्दी हो सकता है एल एल पी की तुलना में इसलिए परिवहन को प्राथमिकता दी जाती है जहां भी इसे परिवहन के रूप में मॉडल किया जा सकता है और परिवहन 8 में से अधिकतम 6 लागतों को संभाल सकता है अब मैंने उल्लेख किया कि परिवहन स्पष्ट रूप से लागतों के सेट को संभाल नहीं सकता है इसलिए अगला सवाल यह है कि हम उत्पादन योजना में लागतों को कैसे सेट करते हैं और हम अगले व्याख्यान में ऐसा करने के लिए मॉडल की कोशिश करेंगे